कोशिका संवर्धन की व्याख्यान श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है तो हम 8 वें हफ्ते के पांचवें व्याख्यान में हैं लेक्चर 5 सप्ताह 8 तो डब्ल्यू 8 एल 5 तो पिछले 4 लेक्चर में हमने बात की थी कि कैसे माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम का उपयोग करके मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न बल का मूल्यांकन किया जा सकता है और कैसे कृत्रिम सेटअप में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाये जा सकते हैं अब हम एक और दिलचस्प चुनौती के बारे में बात करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इसका सामना वो अधिकांश लोग करते होंगे जो इंसुलिन स्राव करने वाली कोशिकाओं और उस तरह की दूसरी कोशिकाओं पर काम करते हैं जिसे इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी यानि विद्युतीय उत्तेजना कहते हैं जब हम एक कोशिका को या एक न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र यानि नर्वस सिस्टम से बाहर निकाल लेते हैं और हम इन्हें कल्चर डिश में ग्लियल कोशिकाओं और अन्य सहायक कोशिकाओं के बिना विभाजित करते हैं तो क्या होता है कि वो अधिकतर कोशिकायें जिन्हें हम कल्चर डिश में डालते हैं उदाहरण के तौर पर आप हिप्पोकैम्पल न्यूरॉन्स लेते हैं हिप्पोकैम्पस से आप न्यूरॉन्स लेते हैं तो बढ़िया पिरामिड के आकार के न्यूरॉन्स कल्चर डिश में विकसित होते हुए पाते हैं कुछ इस तरह से अब ऐसे कल्चर में समस्या ये है कि ये न्यूरॉन्स क्रिया विभव यानि एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न कर रहे हैं या नहीं यदि ये एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न नहीं कर रहे हैं तो ये वास्तव में किसी काम के नहीं है क्योंकि यदि कोई न्यूरॉन विद्युतीय रूप से सक्रिय नहीं है तो उसका विभेदीकरण उस तरह नहीं हुआ है जैसा कि वास्तव में होना चाहिए क्योंकि विद्युतीय रूप से सक्रिय न्यूरॉन का मतलब है कि इसमें आवश्यक सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल सोडियम पोटेशियम एटीपीऐज़ पंप की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और सोडियम चैनल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के केस में फ़ास्ट एक्टिवेटिंग सोडियम चैनल की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और कार्डियक सिस्टम की पेसमेकर कोशिकाओं में स्लो एक्टिवेटिंग सोडियम चैनल की अभिव्यक्ति होनी चाहिए तो ये सभी चीजें विभेदीकरण के अंतर्गत आती हैं दूसरे शब्दों में आप इसे कल्चर में न्यूरॉन्स का विद्युतीय विभेदीकरण कह सकते हैं या कल्चर डिश में उत्तेजनीय कोशिकाओं का विद्युतीय विभेदीकरण कह सकते हैं इस भाग में हम 3 स्थितियाँ लेंगे जिनमें इन्हें हासिल किया जा सकता है उन तरीकों में से एक है जहां आप चूहों के भ्रूण के 18वें दिन से शुद्ध हिप्पोकैम्पल न्यूरॉन लेते हैं और कई लोग क्या करते हैं कि जब वे कोशिकाओं की प्लेटिंग करते हैं तो वे बहुत ही कम मात्रा में लगभग 25 माइक्रोमोलर या शायद उससे भी कम 20 माइक्रो मोलर या हो सकता है 10 माइक्रो मोलर ग्लूटामेट लेते हैं ग्लूटामेट एक उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर है यदि आप हिप्पोकैम्पल न्यूरॉन को वर्गीकृत करते हैं तो वे 2 प्रकार के होते हैं या तो वे ग्लूटामेटार्जिक होंगे या गाबार्जिक होंगे या एक छोटी आबादी में कोलिनार्जिक होंगे और ये समीकरण विशेष रूप से एफ 18 में होगा जो कि फीटल चरण है तो अब ग्लूटामेटार्जिक न्यूरॉन्स वो होते हैं जो ग्लूटामेट का न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में स्राव करते है गाबार्जिक वो होते हैं जो गाबा का स्राव न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में करते हैं और कोलिनार्जिक वे हैं जो एसीटिलकोलिन का स्राव न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में करते हैं तो एफ 18 कल्चर की प्लेटिंग करने के समय एक बहुत कम मात्रा में ग्लूटामेट मिलाते हैं जो कि 20 से 25 माइक्रोमोलर हो सकती है इसका कारण यह है कि ये ग्लूटामेट इन चैनलों की अभिव्यक्ति में या विभेदीकरण में मदद करता है और उनकी सतह पर ग्लूटामेट रिसेप्टर से बंधकर उत्तेजना पैदा करता है ये वही तकनीक है जिसे ई 14 मोटर न्यूरॉन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये ई 14 मोटर न्यूरॉन के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक से बहुत मिलती जुलती है जिसमे विद्युतीय उत्तेजना पैदा करने के लिए आप बहुत कम मात्रा मिलाते हैं इसलिए आपको ग्लूटामेट के साथ बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत होती है क्योंकि थोड़ा सा भी ज़्यादा ग्लूटामेट कोशिकाओं के भीतर जहरीलेपन का कारण बन सकता है आपको आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर में ये ज़हरीलापन क्यों नहीं होता ज़हरीलापन उन लोगों में होता है जो अति उत्तेजनीय विकारों जैसे कि मिर्गी से पीड़ित होते हैं इसका कारण ये है कि हमारे तंत्र में न्यूरॉन्स ग्लियल कोशिकाओं से बहुत ज़्यादा संख्या में घिरे होते हैं और इन ग्लियल कोशिकाओं में बहुत क्षमता होती है और वे संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये ग्लियल कोशिकाएं सिस्टम से उन उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटरों को बहुत तेजी से दूर खींचती हैं दूसरे शब्दों में ये ग्लियल सेल एक स्पंज के रूप में काम करती हैं तो यहां आपके पास ग्लियल कोशिकाएं हैं और यहां आपके पास न्यूरॉन्स हैं अब यदि आप एक बहुत ही शुद्ध कल्चर करना चाहते हैं जिसमें ग्लियल कोशिकाओं मौजूद न हों तो आपको बहुत सतर्क रहना होगा कि आप ग्लूटामेट इतनी मात्रा में मिलाएं ताकि कोशिकाओं को नुकसान न पहुंचे लेकिन इतनी कम मात्रा में भी न मिलाएं कि कोशिकाएं सक्रिय न हों तो ये एक प्रतिमान है जिस पर हम चर्चा करना चाहते थे दूसरे प्रतिमान के लिए हम आपको कुछ शोध पत्र देंगे जिसमें आप देखेंगे कि कल्चर डिश में ग्लियल सेल मिला देने से कोशिकाओं की विद्युतीय उत्तेजना बढ़ जाती है फिर से ये एक बहुत ही दिलचस्प अध्ययन है जहां एक माइक्रो इलेक्ट्रोड ऐरे पर न्यूरॉन कोशिकाओं को विकसित करते हैं जिसमे ग्लियल कोशिकाओं को मिलाया जाता है या ग्लियल कोशिकाएं होती हैं जिनमें आप हिप्पोकैम्पल न्यूरॉन्स मिला देते हैं और फिर आप देखते हैं कि ये कैसे प्रभावित होता है ये बहुत ही दिलचस्प है ग्लियल कोशिकाएं न्यूरॉन्स में मौजूद विभिन्न प्रकार के आयन चैनलों की अभिव्यक्ति में और अन्य कई चीजों में जो इसमें शामिल हैं उसमें मदद करते हैं तो पहला प्रतिमान जिसके बारे में हमने आपको बताया है वो है ग्लूटामेट का मिलाना जो कि एक तरीका है इसे करने का दूसरा तरीका है ग्लियल कोशिकाओं को मिलाना ग्लियल कोशिकाओं के मिलाने से अलग तरह की समस्याएं सामने आती हैं अलग तरह की समस्याएं जिनके बारे में हमने बात की थी वो ये है कि ग्लियल कोशिकायें विभाजन करने वाली कोशिकाएं होती हैं और दूसरा कि आपको एक ऐसा मीडियम विकसित करना होगा जो इन ग्लियल कोशिकाओं के बहुत ज़्यादा प्रसार को रोके और जो न्यूरॉन्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित न करे तो आप जो मीडियम विकसित करते हैं उसमें आपको संतुलन बना कर रखना होगा जो अनिवार्य रूप से ये सुनिश्चित करेगा कि ग्लियल कोशिकाएं इतनी ज़्यादा संख्या में न बढ़ जाये कि ये न्यूरॉन्स के बीच संपर्क को प्रभावित कर दे और इतने पोषक तत्वों का उपभोग कर ले जिससे कि न्यूरॉन्स पोषक तत्वों से वंचित हो जाएं दूसरा आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यूरॉन पूरी तरह से विकसित हो सके और ग्लियल कोशिकाओं के ऊपर संपर्क बना सके ये बहुत ही दिलचस्प समस्याओं में से कुछ है जिन्हें लोग पिछले लगभग बीस से ज़्यादा वर्षों या पिछले ढाई दशक से समाधान करने की कोशिश कर रहे है कि कैसे इन कृत्रिम सेटअप को विकसित किया जा सके जिसमे कुछ अद्भुत प्रयोग किये जा सकें जिनके बारे में सोचा जा सकता है इसी क्रम में कहानी और भी अधिक जटिल हो जाती है जब हम वयस्क न्यूरोनल कल्चर के बारे में बात करते हैं वयस्क न्यूरोनल कल्चर में मुख्य चुनौतियों में से एक है न्यूरॉन्स का विद्युतीय रूप से सक्रिय होना चाहे वो हिप्पोकैम्पस हो या फिर रीढ़ की हड्डी हो आपको समय का ध्यान रखना है जिसके आधार पर ये कोशिकायें इन सभी आयन चैनलों का विकास करती हैं जो कि बहुत प्रारंभिक चरण में होता है जब हम मां के गर्भ में विकसित हो रहे होते हैं तब इन न्यूरॉन्स में ये क्षमता आ जाती है और हम जानते है कि कम से कम शरीर में न्यूरॉन्स का विभाजन नहीं होता है वे कल्चरडिश में विभाजित होते हैं लेकिन अभी तक शरीर में ये सिद्ध नहीं हुआ है कुछ विरोधाभासी सबूत हैं लेकिन हिप्पोकैम्पस न्यूरॉन्स प्रमुख रूप से या मोटर न्यूरॉन्स विभाजित नहीं होते हैं मान लीजिये कि आप एक वयस्क न्यूरॉन लेते है तो डिश में आपको जो मिलता है वो कुछ इस तरह से होता है और फिर इस तरह प्रक्रियायें विकसित होती हैं जो कि बेहद चुनौतीपूर्ण काम है लेकिन ये होता है तो वे प्रक्रियाओं इस तरह विकसित करते हैं और संपर्क बनाते हैं लेकिन अब ऐसा करते समय यह समझने की ज़रूरत है कि इसे समय का पालन करना होता है जो इसने विकास की शुरुआत के समय अनुभव किया होता है तो ऐसा करने के लिए आपको एक वातावरण तैयार करना होगा जहां आप इसे प्राप्त कर सकें और यह कोई मामूली समस्या नहीं है ये एक ऐसी समस्या है जिसका सामना हमने कृत्रिम सिस्टम में किया था जब हम वयस्क रीढ़ की हड्डी कल्चर कर रहे थे जो कि विद्युतीय रूप से सक्रिय होती हैं मतलब कोशिकाएं विद्युतीय गतिविधि प्रदर्शित करती हैं फिर कैसे इसको हासिल किया जाये एक जो तरीका है जिसके लिए हम आपको शोध पत्र दे देंगे वो ये है जिसमे हमने कल्चर विकसित किया पहले हमने वयस्क रीढ़ की हड्डी के वेंट्रल हॉर्न का कल्चर स्थापित किया जहां मोटर न्यूरॉन की एक बड़ी आबादी होती है जो निश्चित रूप से जीवित होते है उसके अलावा यहाँ वहां कुछ ग्लियल कोशिकाएं होती हैं और इंटर न्यूरॉन्स होते हैं हम इन कोशिकाओं को 2 महीने के लिए कल्चर में जीवित रहने देते हैं हम इन्हे इसी तरह विकसित करते हैं जहाँ हम इन्हें कम से कम 2 महीने या 60 दिन के लिए स्थापित करते हैं और वे विकसित होते हैं कल्चर के पहले 30 दिनों के दौरान ये अच्छी तरह से स्थापित हो जाते हैं जिसके बाद हम इसमें 2 न्यूरोट्रांसमीटर मिलाते हैं और जब आप शोध पत्र पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमे बहुत सारे परीक्षण और त्रुटियों से गुज़रना पड़ा हम ग्लूटामेट और सेरोटोनिन मिलाते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर हैं और जो तंत्रिका तंत्र के विकास में मदद करते हैं और फिर 5 दिनों के बाद हम एक और न्यूरोट्रांसमीटर मिलाते हैं जो कि एसीटिलकोलिन है तो दूसरे शब्द में हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे हम सामयिक रूप से न्यूरॉन्स की कंडीशनिंग करने की कोशिश कर रहे थे हम सामयिक रूप से न्यूरॉन्स की कंडीशनिंग करते हैं ताकि विद्युतीय गतिविधि वापस से हासिल की जा सके अधिकांश कोशिकाएं विद्युतीय रूप से प्रतिक्रियाशील नहीं थीं हम वापस यहाँ चलते हैं तो फिर हम उन्हें और पंद्रह दिन के लिए विकसित होने देते हैं और 40 से 50वें दिन के आसपास हम उनकी विद्युतीय गतिविधि का मूल्यांकन शुरू करते हैं और हम क्या पाते हैं कि इस चरण पर ज़्यादातर न्यूरॉन्स कई डबल सिंगल एक्शन पोटेंशियल शूट कर रही होती हैं तो ये उन खोजों में से एक है जो संवर्धन प्रतिमान में एक नयी उड़ान लाती है जिससे कि कृत्रिम संवर्धन प्रणाली को वास्तविकता के करीब लाया जा सकता है जहां हम वो प्राप्त कर सकते हैं जो हम भ्रूण कोशिका के साथ प्राप्त कर सकते हैं लेकिन जो भ्रूण कोशिका से हम प्राप्त कर सकते हैं वो उम्र से संबंधित विकारों के लिए एक वास्तविक जीवन मॉडल नहीं हो सकता इसलिए उम्र से संबंधित प्रणालियों के लिए आपको उम्र से संबंधित मिलती जुलती प्रणाली की ज़रूरत है तो जब आप वयस्क कोशिकाओं या वयस्क उत्तेजनीय न्यूरॉन्स कोशिकाओं को विकसित करते हैं तो कुछ चुनौतियां सामने उभर कर आती हैं और आपको हमेशा इस प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए अभिनव तरीके तैयार करने होते हैं जिन्हें आप वास्तव में जानते नहीं हैं क्योंकि ये वो मॉडल या प्रतिमान होते हैं जिनका पहले से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता है तो जब आप ये सब करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं तो ये काम और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्यूंकि आपको कुछ अलग सोचना होता है और न्यूरोट्रांसमीटर कंडीशनिंग ऐसा ही एक विचार है जहाँ हम कुछ अलग सोच रहे हैं क्योंकि समस्या ये है कि जब हम वयस्क कोशिकाएं का संवर्धन करते हैं जब आप ऊतक को अलग करते हैं तो आप सभी प्रक्रियाओं को अलग कर रहे होते हैं एकल कोशिका शरीर से बाहर विकसित करते हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये कोशिकाएं बहुत बहुत नाजुक होती है और उन्हें विकसित करना आसान नहीं होता है हमे इन तकनीकों में से कुछ को मानकीकृत करने के लिए लगभग आधे दशक से अधिक समय 5 से 7 साल लग गए इस प्रणाली को हासिल करने के लिए इसलिए ऐसी प्रणालियों में आसानी से आप बड़े पैमाने पर किसी भी प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे बहुत नाजुक होते हैं वे उत्तेजित या अति उत्तेजित हो सकते है या वे आसानी से क्षतिग्रस्त या घायल हो सकते हैं यही कारण है कि जब हम इस प्रतिमान को स्थापित कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि उन्हें पर्याप्त समय के लिए विकसित होने दें और इससे पहले कि हम तंत्र के साथ छेड़छाड़ शुरू करें हम उन्हें लगभग 3 4 सप्ताह तक विकसित होने देते हैं तो ये समझने की ज़रूरत है कि न्यूरॉन्स को लंबे समय तक विकसित करना कोई सामान्य ज्ञान नहीं है ऐसा कर पाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं ये कृत्रिम जीव विज्ञान या कृत्रिम कोशिका संवर्धन का पूरा क्षेत्र एक धीमी गति से आगे बढ़ने वाला क्षेत्र है और बहुत सारी उभरती प्रौद्योगिकियां हैं जो ज्यादातर इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से आ रही हैं और जो आने वाले वर्षों में इस पूरे क्षेत्र का चेहरा बदल देंगी तो इस पाठ्यक्रम को हम अब खत्म कर रहे हैं हम वो सभी शोधपत्र आपको दे देंगे जिनका हमने वादा किया है उन्हें अपलोड कर दिया जाएगा और इसके अलावा हम आपको माइक्रो चैनल प्रौद्योगिकी के 2 और छोटे मॉड्यूल देंगे जो आपको एमईएमएस निर्माण के कुछ दूसरे प्रयोगों को समझने में मदद करेंगे और इसके अलावा आपके पास माइक्रो इलेक्ट्रोड ऐरे पर कुछ शोधपत्र होंगे जो कोशिका संवर्धन में और विद्युतीय उत्तेजना को प्राप्त करने में सहायक होंगे धैर्य से सुनने के लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद